नमस्ते और सुरक्षित प्रणाली इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस प्रदर्शन में हम रोप अटैक को देखेंगे अब रोप हमलों करना बेहद मुश्किल है इसलिए हम केवल एक विशेष कार्य के बारे में glimpsing होंगे जिसे पाठ्यक्रम में कुछ छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया था जब मैं वास्तव में इसे सिखा रहा था इसलिए यह असाइनमेंट अनिवार्य रूप से इस निर्देशिका में एक फ़ाइल के साथ काम करता है जिसे रोप कहा जाता है यह वीएम का हिस्सा है जो इस पाठ्यक्रम के साथ आता है और वीएम में निर्देशिका nptel codesमॉड्यूल4आरओपी nptel codesmodule4ROP में आपको यह आवश्यक कोड मिल सकता है इसलिए जिस फाइल पर हमला किया गया था वह TUT2 थी सी ट्यूटोरियल 2 अनिवार्य रूप से बहुत सारी चीजें हैं एक मुख्य था और एक concatenate first chars function था और मुझे इस कोड को लिखने वाले छात्रों को श्रेय देना होगा इसलिए उनके रोल नंबर यहां मौजूद हैं इस कोड का सही काम इस प्रकार है तो आप देखते हैं यह निष्पादित tut2 है यह इस तरह के दस शब्दों को इनपुट करता है और आउटपुट हर इनपुट वर्ड का पहला चरित्र है तो आप यहां देखते हैं कि पहले अक्षर एबीसीडी टू जे स्क्रीन पर मुद्रित होते हैं तो यह वही है जो इस कार्यक्रम करता है और इस कार्यक्रम में एक भेद्यता है भेद्यता इस function में मौजूद है concatenate first chars और हम क्या भेद्यता है में नहीं जाना होगा लेकिन यह एक काम के रूप में विश्वास है और दर्शकों में से किसी के लिए एक चुनौती के रूप में वास्तव में इस function में इन भेद्यता का पता लगाने की कोशिश लेकिन हम यहां क्या देखेंगे हम एक रोप हमले का निर्माण करने की कोशिश करेंगे जो उस भेद्यता का उपयोग करता है तो रोप हमले का उद्देश्य किसी भी तरह 10 की गणना करने के लिए है जो रोप गैजेट्स का उपयोग करके 1 से 10 तक की संख्याओं का उत्पाद है और इस वैश्विक चर जीएलबी में परिणाम के मूल्य को भरता है इसलिए यह जीएलबी मूल्य कहीं यहां प्रिंट जीएलबी पर मुद्रित किया जाएगा और इस फ़ाइल को देखते हुए हम देखते हैं कि जीएलबी का उपयोग इस प्रिंटफ़ को छोड़कर कहीं और नहीं किया जाता है और यह भी ध्यान दें कि हम 10 की गणना नहीं कर रहे हैं या इस विशेष कार्यक्रम में कहीं भी कोई अन्य कारक ठीक है तो रोप हमले के साथ शुरू पहली बात को रोप हमले के साथ क्या करना है गैजेट ्स जो कार्यक्रम में मौजूद है की पहचान करने के लिए है इसलिए इस निर्देशिका ROPGadget मास्टर ROPGadget master में मौजूद इस उपकरण का उपयोग करके गैजेट प्राप्त किए जा सकते हैं इस ROPGadget मास्टर के पास जाएं और उपकरण का उपयोग करें python ROPgadgetpy बाइनरी ROPtesttut2 इनपुट के रूप में एक बाइनरी निर्दिष्ट और निष्पादक है जो आप मूल्यांकन करना चाहते है के लिए रास्ता प्रदान करते हैं तो यह गैजेट टूल क्या करेगा रोप गैजेट उपकरण पूरे निष्पादक ट्यूटोरियल 2 के माध्यम से पारित होगा और सभी संभव उपकरणों की पहचान है कि यह पा सकते हैं इसलिए हम इस फ़ाइल e1 में आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं फाइल e1 में कुछ गैजेट्स हैं जो उसे मिले तो ध्यान दें कि इन गैजेट्स में से प्रत्येक में कुछ निर्देश हैं और फिर अंत में कॉल अनुदेश के लिए एक वापसी या वापसी है यहां पर यह विशेष पता विशेष गैजेट का पता है इसलिए जैसा कि आप देखते हैं कि उपकरण में बड़ी संख्या में उपकरण मौजूद हैं और वास्तव में 13276 गैजेट्स मौजूद हैं अब पेलोड है कि हम लिखना चाहते है वापस आ रहा है हम 10 गणना करना चाहते हैं इन गैजेट्स का उपयोग करना तो अनिवार्य रूप से हमें इन 13276 से एक गैजेट लेने की आवश्यकता है उन्हें स्टैक पर एक तरीके से व्यवस्थित करें ताकि अंत 10 में गणना की जाती है हम इस बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे कि हम इन गैजेट्स को कैसे उठा रहे हैं लेकिन हम सिर्फ इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे हमले के लिए रिपोर्ट यहां पर मौजूद है और क्या हम यहां पर देख स्टैक के होते हैं विशेष रूप से स्टैक के शामिल है जब function concatenate first chars मार डाला गया है तो जैसा कि हम जानते है कि जब इस function को निष्पादित किया जाता है वहां एक स्टैक फ्रेम जो सक्रिय है और इस फ्रेम इस तरह से कुछ देखो तो वहां वापसी पता है जो संग्रहीत है जो 4 बाइट्स का है तो वहां एक पिछले फ्रेम सूचक अनिवार्य रूप से मुख्य के अनुरूप फ्रेम सूचक है तो वहां कुछ अन्य डेटा और स्थानीय लोगों को जो मौजूद हैं तो हमारे विशिष्ट संकलन के लिए स्टैक और स्टैक फ्रेम के स्थान यहां इस प्रकार मौजूद हैं लेकिन जब आप इसे चलाते हैं या जब आप वास्तव में इस कार्यक्रम को निष्पादित करने की कोशिश करते हैं तो आपको इन पतों के लिए एक अलग मूल्य मिल सकता है हालांकि स्टैक की संरचना और स्टैक पर मौजूद विभिन्न डेटा की सापेक्षता समान होगी तो क्या एक रोप हमले वास्तव में करता है कि यह मुख्य करने के लिए इस वापसी की जगह है और यहां पर गैजेट में भरने शुरू होता है तो पहले गैजेट्स जो इस बिंदु पर रखा गया है से शुरू आप इस तरह से ऊपर की ओर जा रहे गैजेट्स होगा जैसे कि इन उपकरणों में से प्रत्येक 10 कंप्यूटिंग में कुछ आपरेशन है हम 14 गैजेट्स का उपयोग करते हैं जो गैजेट टूल का उपयोग करके ट्यूटोरियल 2 में पाए जाने वाले 13000 अजीब गैजेट्स के स्थान से चुने जाते हैं और ये 13 गैजेट्स हैं जिनका उपयोग किया गया था तो इन उपकरणों की वापसी की तरह बहुत सरल चीजों से कार्यक्षमता में बदलती हैं जो सिर्फ कोई सेशन आपरेशन करने के बराबर है कुछ है जो इस गैजेट संख्या 6 जो मूलतः पूर्ण्य गुणा है की तरह अधिक जटिल है यह कुछ पूर्व रजिस्टर के साथ इन ECX रजिस्टर द्वारा इंगित सामग्री गुणा इन गैजेट्स में से प्रत्येक का वर्णन यहां पर मौजूद है तो हम 10 की गणना करने के लिए क्या करते हैं क्या हम गैजेट्स का चयन करते हैं और संचालन का एक अनुक्रम बनाना शुरू करते हैं जो वह स्टैक पर जगह देते हैं कि इन सभी गैजेट्स के निष्पादन को पूरा करने के बाद हम 10 को पूरा करने या प्राप्त करने में सक्षम होंगे सभी गैजेट्स के साथ संशोधित स्टैक कुछ इस तरह देखो तो यह गैजेट नंबर 1 इस स्थान में रखा से शुरू होता है इस स्थान पर मूल रूप से मुख्य है जो हम देखा था और अब हम एक बफर ओवरफ्लो और उपकरणों के इस अनुक्रम के साथ मुख्य करने के लिए इस वापसी की जगह वापसी की थी तो फांसी के दौरान क्या होता है पहले है गैजेट 1 निष्पादित और गैजेट 1 में वापसी स्टैक जो गैजेट 2 से मेल खाती है और निष्पादित से इस पते को चुनना होगा तो गैजेट 3 गैजेट 4 और इतने पर इस तरह से निष्पादित गैजेट्स को इस तरह से रखने का क्रम ताकि 10 के अनुक्रम के अंत में गणना की जाती है अधिक विशिष्ट होने के लिए उदाहरण के लिए इन दृश्यों में से प्रत्येक उदाहरण के लिए इस स्थिति में हम 3 की गणना की होगी के लिए परिणाम ग्लोबल वेरिएबल जीएलबी में रखा जाएगा गैजेटस जीए 9 मौजूद इस स्थान पर गैजेट GA 8 यहां हम 4 की गणना करेंगे यह इस mov पूर्व से 4 और फिर GLB की सामग्री के लिए स्पष्ट है हम 4 गुणा और इसलिए कुछ और उपकरणों के बाद हम एक 4 संग्रहीत होता जीएलबी में अब यह 5 6 और इतने पर पूरे 10 तक की तरह एक अनुक्रम में कई बार दोहराया जाता है गणना की जाती है एक बाधा है जो शायद एक का सामना करना होगा जबकि करने की कोशिश कर रहा है कि स्टैक खंड वास्तव में उदाहरण के लिए अतिप्रवाह हो सकता है क्योंकि यह दूसरे function है जो जल्द ही मुख्य के बाद लागू किया जाता है से है इसलिए स्टैक की सामग्री अपेक्षाकृत छोटी है और यदि हम इस स्टैक पर गैजेट्स जोड़ते रहते हैं तो स्टैक काफी आसानी से ओवरफ्लो हो सकता है और इरादा के रूप में काम नहीं कर सकता है इसलिए गैजेट्स चुनने और गैजेट्स को इस तरह से रखने का यह काफी मुश्किल तरीका है ताकि जरूरी पेलोड को अंजाम दिया जा सके तो आइए देखते हैं कि यह चीज कैसे काम करती है हम इस के आंतरिक के बारे में विस्तार में नहीं जाना होगा क्योंकि यह बहुत जटिल है और अनिवार्य रूप से इस पाठ्यक्रम के लिए गुंजाइश से बाहर है बस इसे चलाएं और इनपुट है इनपुट जहां गैजेट्स रखा जाता है वह इस फाइल में है input vm इसलिए यह एक बाइनरी फाइल है हम इसे ओडी कमांड अष्टक गूंगा od command के साथ खोल सकते हैं यह इनपुट है कि वास्तव में ट्यूटोरियल कार्यक्रम के लिए पारित कर दिया है तो आइए देखते हैं कि यह रोप गैजेट्स कैसे निष्पादित करता है इसलिए एक payload vmpy है हम देखते हैं कि यह विशेष कोड गैजेट्स की व्यवस्था करता है और आवश्यक इनपुट बनाता है जिसे यहां स्ट्रिंग वाई में रखा जाता है और अंत में वाई मुद्रित हो जाता है इसलिए यह विशेष पायथन स्क्रिप्ट है जहां गैजेट्स की व्यवस्था की जाती है और अंततः फ़ाइल input vm बनाई जाती है इसलिए हम इस tut2 को चलाते हैं इसे यह दुर्भावनापूर्ण इनपुट देते हैं जो input vm है और हम देखते हैं कि जीएलबी में मूल्य 3628800 है यह अनिवार्य रूप से 10 के लिए मूल्य है जिन्हें आप सत्यापित कर सकते हैं तो इस कोड में एक समस्या यह है कि एक विभाजन गलती है और 10 के बाद मुद्रित हो जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम को एक अच्छे निकास के साथ सुरक्षित तरीके से समाप्त नहीं किया गया था इसलिए मैं एक असाइनमेंट या एक बहुत ही कठिन चुनौती छोड़दूंगा इस पाठ्यक्रम में सबसे कठिन चुनौतियों में से एक इस विशेष कोड को इस तरह से संशोधित करना है कि रोप गैजेट एक सुंदर तरीके से समाप्त हो जाता है